सभी को नमस्कार कंप्यूटर ऐडेड ड्रग डिजाइन के इस पाठ्यक्रम में आपका स्वागत है हम दवा के गुणों की संकल्पना के बारे में जारी रखेंगे और हम SMILES जैसा कुछ देखेंगे तो पिछली कक्षा में हमने गुणों के बारे में महत्वपूर्ण गुणों के बारे में दवा के अवशोषण वितरण की मात्रा के बारे में बात की थी इसको अवशोषण कहते हैं ना कि अधिशोषण मौखिक अवशोषण क्योंकि ज्यादातर दवाएं मौखिक रूप से ली जाती है और फिर वितरण की मात्रा यह रक्त प्रभाव में और ऊतकों में वितरित हो जाता है उपापचय यह कैसे उपापचय होता है यह कैसे उत्सर्जित होता है क्या यह पेट के pH 2 पर घुलनशील है और क्या यह रक्त के क्षेत्र में pH 7 पर घुलनशील है बायोअवेलेबिलिटी रक्त की सांद्रता क्या है जो टारगेट साइट पर उपलब्ध है क्या इसके साइड इफेक्ट है विषाक्तता pH 2 और 7 पर स्थिरता blood brain barrier को पार करना BBB का मतलब blood brain barrier है और फिर Pgp eflux बहुत सारे यह गुण बहुत सारे डेटाबेस में दिए गए हैं मैं उदाहरण के तौर पर आपको दिखाऊंगा और अभी इसके साथ साथ यहां पर कुछ ऑनलाइन सॉफ्टवेयर हैं जहां हम सैद्धांतिक रूप से इनमें से कुछ गुणों की गणना कर सकते हैं तो हम इनमें से कुछ डेटाबेस जैसे कि ZINC15 Drug Bank Drugscom PubChem को देखेंगे तो इन दवाओं के गुणों का कुछ डेटा यहां पर उपलब्ध है और यह विशेष सॉफ्टवेयर SWISSADME है जहां पर हम सैद्धांतिक रूप से कुछ गुणों की गणना कर सकते हैं ना कि सभी गुणों की जब हम संरचना बनाते हैं कुछ गुणों की गणना कर सकते हैं अभी के लिए कुछ उदाहरणों को देखते हैं सबसे पहले ZINC15 जैसा कि मैंने कहा ZINC15 मैंने अभी Aspirin टाइप किया है Aspirin एक बहुत आम दवा है यह दर्द बुखार निवारण के लिए है इसका प्रयोग प्लेटलेट और एकत्रित होने से रोकने इत्यादि के लिए किया जाता है इसको acetyl salicylic acid भी कहा जाता है अभी जैसा कि आप देख सकते हैं कुछ गुण यहां दिए हुए हैं कुल आवेश हाइड्रोजन बॉन्ड डोनर इसका मतलब क्या इसके पास OH NH जैसे डोनर हैं लेकिन इसे OH डोनर नहीं माना जाता है क्योंकि यह O और H मैं विघटित हो जाता है हाइड्रोजन बांड एक्सेप्टर इसके पास 1234 है और Total polar surface area ऑक्सीजन और नाइट्रोजन द्वारा दिया जाता है rotatable bonds इसके पास दो rotatable bonds है सामान्यता यह सभी और apolar desolvation और polar desolvation यहां है तो कुछ गुण या तो प्रयोगात्मक तरीकों से निर्धारित किए गए हैं और कुछ सैद्धांतिक संरचना से प्राप्त किए गए हैं यहां पर दिए हुए हैं मैं सोचता हूं इस मॉलिक्यूल के बारे में दूसरी जानकारियां यहां दी हुई है अब हम दूसरे डेटाबेस को देखेंगे इसको DRUGBANK डेटाबेस कहा जाता है जैसा कि मैंने उल्लेख किया है यह DRUGBANK है इस मॉलिक्यूल को acetaminophen कहते हैं और यह paracetamol के जैसा है यह Paracetamol है तो इसको हम दर्द के और बुखार के निवारण के लिए प्रयोग कर सकते हैं तो यह इसके उपयोग हैं यह एंटी इन्फ्लेमेटरी और प्लेटलेट विरोधी गतिविधि को नहीं रखता है लेकिन इसको बुखार के निवारण के लिए प्रयोग कर सकते हैं तो यदि आप इस विशेष डेटाबेस के कुछ गुणों को देखते हैं तो यह आपको कुछ गुण देता है मॉलिक्यूलर सूत्र और जैसा कि आप देख सकते हैं बाहर निकालने के कुछ रास्ते half life सफाई कुछ विषाक्तता उपापचय किस प्रकार के एंजाइम का उपापचय और किस प्रकार का इसका अवशोषण बहुत तेज और लगभग पूरा तो तत्काल प्रभाव से इसका अवशोषण हो जाता है और फिर यदि वहां पर परस्पर क्रियाएं हैं तो कौन से जीव इसको लेते हैं तो आप देख सकते हैं LogP इसके बारे में बहुत सारी जानकारियां दी हुई है LogP के बारे में मैं और बात करूंगा LogP कुछ और नहीं दवा का हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक संतुलन है और LogP आपको बताता है की मॉलिक्यूल कितना हाइड्रोफोबिक है तो यह gastrointestinal tract मैं Lipid Bilayer को पार कर सकता है और हाइड्रोफिलिक इसकी घुलनशीलता का निर्धारण करता है तो LogP यदि ज्यादा होगा तो यह ज्यादा हाइड्रोफोबिक है LogP यदि कम है तो यह ज्यादा हाइड्रोफिलिक है तो यह एक बहुत ज्यादा हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल है तो इस LogP की 2 विभिन्न सॉफ्टवेयर द्वारा गणना की जाती है फिर LogS घुलनशीलता का logarithm है pKa विघटन नियतांक है जैसा कि आप देख सकते हैं pKa एक मजबूत आधार है तो बहुत सी दूसरी चीजें जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड एक्सेप्टर की गणना हाइड्रोजन बॉन्ड डोनर की गणना पोलर सरफेस एरिया refractivity रिंग की संख्या इसके पास बायोअवेलेबिलिटी है तो यह बहुत अच्छी बायोअवेलेबिलिटी है और फिर आप blood brain barrier देख सकते हैं यह blood brain barrier को पार कर सकता है अत्यधिक संभावना है मानव की आंत में अवशोषण फिर से इसकी अत्यधिक संभावना है p glycoprotein substrate तो यह नहीं है और फिर विघटन आसानी से बायोडिग्रेडेबल और विषाक्तता की जानकारी दी हुई है तो यदि यह दवा है तो हम DRUGBANK का और दूसरे Drugscom का जिसके बारे में मैंने बात की है का प्रयोग कर सकते हैं तो हम इसका भी प्रयोग कर सकते हैं और आपको विभिन्न प्रकार के पारस्परिक संबंधों का प्रयोग करते हुए प्रायोगिक डाटा और इसके साथ साथ सैद्धांतिक डाटा मिल सकता है अब दूसरा सॉफ्टवेयर जैसा कि मैंने कहा NCBI डेटाबेस है जिसको मैंने NCBINIMNIH से अंकित किया है तो उदाहरण के लिए हम इसका प्रयोग कर सकते हैं मैंने यहां पर Metformin टाइप किया है तो यह आपको इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला देता है यह biguanide है तो यह इसकी बहुत सारी रासायनिक जानकारी देता है फिर यह आपको विषाक्तता बताता है हम यहां पर क्लिक कर सकते हैं जिससे यह आपको विषाक्तता खतरों से सुरक्षा और फिर यह आपको 3D संरचना प्रदान करेगा जैसे कि आप फिर से मॉलिक्यूलर वेट हाइड्रोजन बॉन्ड डोनर की संख्या आदि कह सकते हैं इसके पास तीन हाइड्रोजन बॉन्ड डोनर है तो इसके पास यह है यह है और यह है 3 हाइड्रोजन बॉन्ड डोनर फिर इसके पास हाइड्रोजन बॉन्ड एक्सेप्टर हैं इसके पास कितने भारी परमाणु है इसके पास हाइड्रोजन एक्सेप्टर की संख्या 1 है केवल 1 एक्सेप्टर है तो हाइड्रोजन बॉन्ड एक्सेप्टर फिर rotatable bond 2 बॉन्ड है फिर topological polar surface area द्रव्यमान LogP भारी परमाणुओं की संख्या इत्यादि वास्तव में बहुत सारे गुण देख सकते हैं प्रायोगिक गुण जैसे गलनांक क्या यह ठोस है या द्रव्य है वाष्प का दबाव LogP LogP जैसा कि मैंने कहा अत्यधिक नेगेटिव है और जितनी मात्रा कम होगी इसका मतलब यह है कि यह अत्यधिक हाइड्रोफोबिक है जैसा कि आप देख सकते हैं इसके पास बहुत सारे नाइट्रोजन हैं और स्थिरता अनुशासित भंडारण पर स्थिर है अपघटन अपघटन की जानकारी pKa तो यह इसका विघटन का भाग है बहुत सी प्रायोगिक और सैद्धांतिक जानकारी दी हुई है तो हम मॉलिक्यूल के बहुत से गुणों को प्राप्त कर सकते हैं जोकि या तो ZINC डाटाबेस में संग्रहित है यदि यह दवा है तो हम DRUGBANK मैं और drugscom और या फिर PubChem डेटाबेस मैं भी देख सकते हैं PubChem मैं नई संरचनाओं को भी देख सकते हैं उदाहरण के लिए यदि मेरे पास बिल्कुल अपरिचित मॉलिक्यूल है और मैं इसके कुछ गुणों को जानना चाहता हूं तो मैं इस विशेष सॉफ्टवेयर का प्रयोग करके प्राप्त कर सकता हूं इसको SWISSADME सॉफ्टवेयर कहते हैं तो हम यहां पर संरचना बना सकते हैं संरचना बनाकर हम यह कह सकते हैं या कुछ गुणों को प्राप्त कर सकते हैं उदाहरण के लिए हम संरचना बना सकते हैं तो मैंने एक Benzene रिंग रखा है फिर मैंने इसको रखा है और फिर दूसरे को रखा है फिर मैंने यहां पर कुछ ऑक्सीजन रखे हैं और फिर मैंने यहां पर कुछ Tertiary ग्रुप रखे हैं फिर यहां OH रखा है तो इस संरचना को मैंने बनाया है सोचिए यह जो संरचना मैंने बनाई है इसको आप समझिए फिर हम कुछ गुणों को जानना चाहते हैं जिसकी यह गणना कर सकता है तो यह इसको परिवर्तित कर देगा जिसको SMILES कहते हैं इसके बारे में विस्तार से बात करेंगे SMILES मॉलिक्यूल का एक रैखिक रूपांतरण है हम कुछ देर में इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे तो यह इसको SMILES में परिवर्तित कर देता है फिर हम run कह सकते हैं तो Run कहते ही यह बहुत सारी गणना करता है जैसा कि आप सूत्र को देख सकते हैं मॉलिक्यूलर वेट यह वह मॉलिक्यूल है इसको हमने बनाया है भारी परमाणुओं की संख्या भारी परमाणुओं की संख्या कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन है तो आपके पास यहां पर कार्बन है 789 और 1 ऑक्सीजन इस तरह से 10 हैं फिर rotatable bonds यह बॉन्ड rotatable है जिसकी वजह से 1 नंबर हाइड्रोजन बॉन्ड एक्सेप्टर जो कि यह ऑक्सीजन है हाइड्रोजन बॉन्ड डोनर OH फिर total surface area दिया हुआ है LogP यहां पर विभिन्न प्रकार के सॉफ्टवेयर हैं जो आपको LogP दे सकते हैं तो जैसा कि आप देखते हैं एक सॉफ्टवेयर आपको एक विभिन्न संख्या देता है और औसत LogP फिर घुलनशीलता log घुलनशीलता और जैसा कि आप देख सकते हैं जब आप घुलनशीलता कहते हैं यदि यह है 4 है ऐसा आप यहां देख सकते हैं यह घुलनशील है और फिर विभिन्न प्रकार की घुलनशीलता फिर GI मैं अवशोषण बहुत ज्यादा अच्छा है BBB प्रवेश और फिर यह blood brain barrier द्वारा प्रवेश करता है क्योंकि यह छोटा मॉलिक्यूल है Pgp substrate यह कहता है यह substrate नहीं है और फिर क्या यह इन cytochrome से बंधेगा या नहीं हां नहीं नहीं नहीं फिर हम इसके बारे में बात करेंगे इनको दवा समानता गुण कहते हैं यह विभिन्न नियम Lipinski's rule Ghose rule Veber rule और Muegge rule जैसे हैं हम इन सभी नियमों के बारे में बाद में बात करेंगे और फिर बायोअवेलेबिलिटी 055 अच्छी है तो यह बायो अवेलेबल है लीड समानता क्या इसके पास लीड समानता गुण है हां यह लीड समानता गुण रखता है एक रसायनज्ञ के लिए यह कृत्रिम है क्या इसको बनाना बहुत आसान है या बनाना बहुत कठिन है तो यह नए मॉलिक्यूल की बहुत सारी जानकारी देता है मुझे ऐसा लगता है यह बहुत उपयोगी है यह अत्यधिक हाइड्रोफिलिक है यदि मैं हाइड्रोफीलिसिटी को कम करना चाहता हूं तो मैं दूसरी संरचना बना सकता हूं या इसको परिवर्तित कर सकता हूं इत्यादि तो मैं बहुत कुछ कर सकता हूं और यह जांच सकता हूं और की क्या मैं इस मॉलिक्यूल को बना सकता हूं और अपनी प्रयोगशाला में ले जा सकता हूं और बना सकता हूं तो यह SWISSADME अच्छा मुफ्त ऑनलाइन टूल है तो हम यहां पर कोई भी संरचना बना सकते हैं हम यहां पर दूसरे सॉफ्टवेयर से संरचनाओं को आयात भी कर सकते हैं और हम आयात देख सकते हैं तो हम विभिन्न सॉफ्टवेयर से इनको आयात भी कर सकते हैं विभिन्न सॉफ्टवेयर से विभिन्न एक्सटेंशन के साथ फाइल का आयात कर सकते हैं जैसा कि मैंने नीचे दिखाया है हम आयात कर सकते हैं और बहुत सारी गणना कर सकते हैं तो यह मॉलिक्यूल जिसको हमने बनाया है देखने में अच्छा लगता है और इसके पास अच्छी लीड समानता हैं इसके पास अच्छी बायोअवेलेबिलिटी है लेकिन यह blood brain barrier को पार कर सकता है तो यह इस विशेष मॉलिक्यूल की एक समस्या है तो मैं यह कह सकता हूं कि इसको थोड़ा बहुत परिवर्तित किया जा सकता है उदाहरण के लिए मैंने यहां इसके जैसा कुछ रखा है फिर मैंने यह रखा है यह रखा है यह रखा है फिर इसे रखा है तो मैंने OH के स्थान पर इसको OCH3 बना दिया है तो यह ज्यादा हाइड्रोफोबिक हो जाएगा आइए देखते हैं इसको क्या होता है मैंने इस मॉलिक्यूल को run किया है तो मॉलिक्यूल 2 तो यह वह मॉलिक्यूल है जिसे हमने बनाया है तो अभी भी यह BBB को पार कर रहा है जैसा कि आप देख सकते हैं LogP 287 तक चला गया है बायोअवेलेबिलिटी ज्यादा परिवर्तित नहीं हुई है भारी परमाणुओं की संख्या 11 हो गई है क्योंकि हमने 1 CH3 जोड़ दिया था total polar surface area कम हो गया है और 923 है घुलनशीलता अभी भी अच्छी है अभी भी घुलनशील है यह BBB को पार कर रहा है GI अवशोषण अभी भी अच्छा है तो हम विभिन्न प्रकार की संरचना बना सकते हैं और तब देखिए कैसे इनमें से कुछ गुण को परिवर्तित करते हैं और फिर हम उनमें से जो संतोषजनक प्रतीत होता है उसका चयन करते हैं तो हम एक संरचना के साथ शुरू कर सकते हैं और सॉफ्टवेयर की मदद से थोड़ा सा परिवर्तन कर सकते हैं और फिर जो मॉलिक्यूल इनमें से अधिकतम नियमों को संतुष्ट कर रहा हो उसका चयन कर सकते हैं इनमें से कुछ और अधिकतम नियम सैद्धांतिक रूप से हैं इसलिए यहां पर बहुत सारी गलतियां हो सकती हैं लेकिन फिर भी यह आपको एक प्रारंभिक विचार देता है कि किस प्रकार की संरचना का आपको चयन करना चाहिए और कौन कौन सी समस्याएं इस विशेष मॉलिक्यूल को देखनी पड़ सकती हैं अब हम SMILES को देखेंगे SMILES का क्या मतलब है SMILES का प्रसार यह है Simplified molecular input line entry system SMILES है Simplified molecular input line entry system तो हम पूरे मॉलिक्यूल का एक लाइन में विवरण दे सकते हैं रासायनिक तत्वों की मानक संक्षिप्त नाम से परमाणु का प्रतिनिधित्व किया जाता है और इसलिए वर्ग कोष्ठक विशेष रूप से अगर यह सोना है क्योंकि इसे दो अक्षर मिले हैं Au प्रयोग किया जाता है जबकि C एक अक्षर है इसलिए आपको इस तरह की जरूरत नहीं है इसलिए इसे छोड़ा जा सकता है बोरान कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फास्फोरस सल्फर इन सभी चीजों के लिए जबकि अन्य तत्व से दो अक्षर मिले हैं तो हमें एक वर्ग कोष्ठक के साथ संलग्न करना होगा यदि कोष्ठक छोड़े गए हैं तो निहित हाइड्रोजन की उचित संख्या मांग ली गई है तो हाइड्रोजन स्वचालित रूप से ग्रहण किया जाता है आपको लगाना नहीं है पानी के लिए SMILES O है क्योंकि यह माना जाता है की O की वैधता 2 है इसलिए 2 H मान लिए जाते हैं जब तक यह निर्देशित नहीं किया जाता तब तक एलिफेटिक परमाणुओं के बीच की बांड को एक मान लिया जाता है उदाहरण के लिए यदि हम Cyclohexane लेते हैं हम C1CCCCC1 देखते हैं यहां पर 6 कार्बन हैं और फिर जब मैंने इसे 1 और 1 रखा तो इसका मतलब यह बॉन्ड है तो यह आप को Cyclohexane देता है जबकि यदि मैं Hexane कहता हूं तो मैं इस 1 को और 1 को हटा दूंगा तो हमें 6 कार्बन मिलेंगे यह Hexane हैं Dioxane तो मेरे पास O1 है फिर CCOCC1 तो यह 1 और यह 1 जुड़ा हुआ है यह O बीच में आता है इसलिए इसे चार कार्बन मिले हैं यही कारण है कि आपके पास 1234 और दो ऑक्सीजन चेन और शाखाएं कोष्ठक में वर्णित हैं तो मुझे एक Ketone इसलिए मेरे पास 3 कार्बन है और इस कार्बन पर एक डबल बॉन्ड O है और साथ ही इस कार्बन के साथ एक सिंगल बॉन्ड O है तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरे पास एक एसिड है यह एक Propionic acid है मेरे पास कार्बन कार्बन कार्बन है इस कार्बन में एक डबल बॉन्ड O होता है और इस कार्बन में एक सिंगल बॉन्ड O होता है Fluoroform के लिए हमारे पास कार्बन है इस कार्बन के साथ एक F है इस कार्बन के साथ एक और F है और यह कार्बन और F जुड़े हुए हैं इसलिए यह Fluoroform है Aromatic छोटे अक्षरों के साथ दिखाया गया है तो Aliphatic को बड़े अक्षरों के साथ दिखाया जाता है Aromatic तो benzene का प्रयोग मैं cyclohexane की तरह करता हूं केवल एक चीज बड़े C के स्थान पर छोटे c का प्रयोग करता हूं आप समझ सकते हैं तो Pyridine मैं 1 नाइट्रोजन के साथ शुरु करता हूं और फिर मैं 5 कार्बन लगाता हूं और फिर अंत में 1 लगाता हूं इसलिए यह कार्बन और यह N जुड़े हुए हैं और क्योंकि यह सभी छोटे अक्षरों में लिखे गए हैं यह एक aromatic प्रणाली है Furan यह पांच सदस्य ऑक्सीजन है इसलिए मैं O1 से शुरू करता हूं मैंने चार कार्बन लगाए हैं और फिर मैंने 1 लगाया है तो यह कार्बन और यह O जुड़े हुए हैं Biphenyl बेंजीन के 2 रिंग आपस में इस तरह से जुड़ते हैं तो मैं इस बेंजीन रिंग को बंद कर दूंगा तब फिर मेरे पास एक और बेंजीन रिंग है और फिर मैं उन्हें जोड़ता हूं इसको समझिए और 3 cyanoanisole यह संरचना है इसलिए मेरे पास एक बेंजीन की रिंग है और फिर यहां पर एक O CH3 है जुड़ा हुआ है और एक कार्बन nitrile C ट्रिपल बॉन्ड N जुड़ा हुआ है ट्रिपल बांड को इस तरह से रखा जाता है डबल बॉन्ड आप रख सकते हैं लेकिन ट्रिपल बॉन्ड इस तरह से रखा जाता है तो आप CO को देख सकते हैं यह वहां से शुरू हो रहा है उस कोने से इस कोने से COc का मतलब है आप यहां आ रहे हैं और फिर यह है c1 इस तरह है और फिर आपके पास ccc1C ट्रिपल बॉन्ड N है तो यहां इस c1 का मतलब और फिर cccC ट्रिपल बॉन्ड N यह सभी जुड़े हुए हैं यदि आपके पास cyanide है और यहां OH और यहां cO है कोई है इसके अनुरूप है और फिर ccc1 है फिर ccc1 फिर C ट्रिपल बॉन्ड N है इसलिए यदि आपके पास चारों ओर stereochemistry व्यवस्था का प्रारूप है तो डबल बॉन्ड को इसका और इसका प्रयोग करके निर्देशित कर सकते हैं यदि हम इसको ऐसे रखते हैं इसका मतलब trans difluroethene इसका मतलब यह है कि यह F और F trans अवस्था में है इसका मतलब यह है कि यह trans अवस्था में है अगर मैं इस तरह से लगाता हूं तो इसका मतलब यह है कि F और F cis अवस्था में है Tetrahedral carbon इस तरह से इस तरह से निर्देशित किए जाते हैं इसलिए यदि आपके पास L Alanine है तो आपके पास यह बाहर आ रहा है तो आपके पास उनमें से 2 हैं यदि बांड N जा रहा है तो आपके पास उनमें से 1 है तो जब आपके पास 2 विशेषक हैं यह इंगित करता है कि नाइट्रोजेन से बांड के साथ Chiral centre देखा जाता है तो आप इसे बहुत स्पष्ट रूप से D Alanine देख सकते हैं इसलिए हमारे पास हाइड्रोजन में कार्बन है Dinitrogen N ट्रिपल बॉन्ड N इस तरह से दिखाया गया है Methyl isocyanate methyl isocyanate जैसा कि आप यहां देख सकते हैं CH3 N डबल बॉन्ड CO इसलिए यह CN डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O दिखाता है यह बहुत सरल है Inorganic coppar sulphate cu2 SO4 के बारे में क्या है इसलिए आप इस cu 2 वर्ग कोष्ठक में रखते हैं यहां पर 1 बॉन्ड O के साथ है और फिर हमारे पास S है फिर S एक डबल बॉन्ड O के साथ जुड़ा हुआ है और फिर से डबल बॉन्ड O है और फिर O के लिए एक वर्ग कोष्ठक है आप समझते हैं Vanillin तो हमारे पास O डबल बॉन्ड C है जो कि कनेक्शन है और फिर हमारे पास c1ccc है और यहां एक O जुड़ा हुआ है और फिर एक c है फिर O C यह कनेक्शन है और यह यहां बंद हो रहा है यहां दिखाया गया है और यह यहां दिखाया गया है तो इसे देखें आप यहां अपना समय व्यतीत कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं तो आप यहां कहीं से खुल जाए और फिर यहां से शुरू करें तो 1 नाइट्रोजन 1 कोने से अब शुरू कर रहे हैं और इसे बना रहे हैं तो यह इस SMILES की सुंदरता है Nicotine इसलिए हमारे पास नाइट्रोजन है यहां यह नाइट्रोजन 1 नाइट्रोजन और फिर हमारे पास बहुत सारे कार्बन हैं यह कार्बन यह कार्बन कार्बन और नाइट्रोजन यहां और फिर यहां एक कनेक्शन है इसलिए हमारे पास तो रिंग है इसलिए यह रिंग 1 से संबंधित है और यह 1 Aliphatic व्यवस्था है इसलिए कार्बन कैपिटल CCC और उसके बाद H के साथ है तब यहां एक बंद है और फिर यह Aromatic व्यवस्था है यह जुड़े हुए हैं हम जानते हैं कि यह aromatic व्यवस्था को प्रदर्शित करता है यह aliphatic व्यवस्था को प्रदर्शित करता है और हमारे पास यहां 2 रिंग है और फिर C H को प्रदर्शित करता है Resveratrol यह अंगूर जामुन रसभरी में पाया जाता है ऐसा माना जाता है कि इसके पास एंटीऑक्सीडेंट गतिविधि है यह उम्र से संबंधित समस्याओं हृदय रोग इंसुलिन जैसी बहुत सारी चीजों के रोकथाम के लिए बहुत अच्छा है इसलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग इसका अभ्यास करें या हम यहां भी इसकी जांच कर सकते हैं और इस बारे में SMILES संकेतन देख सकते हैं आप इस SMILES संकेतन को Chalcone पर भी देख सकते हैं तो चलिए हम कोशिश करते हैं हम यहां इस SMILES संकेतन का प्रयास कर सकते हैं तो हम ऐसा करने के लिए इस विशेष सॉफ्टवेयर का उपयोग कर सकते हैं और मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूं कि यह कैसे किया जाता है तो हम Chalcone हम बना सकते हैं इसलिए हमारे पास यहां benzene है हमारे पास सिंगल बॉन्ड है हमारे पास एक और सिंगल बॉन्ड है हमारे पास एक डबल बॉन्ड है इसलिए हमारे पास यहां यह हिस्सा है तो हमारे पास यहां यह हिस्सा है क्षमा करें इस पर थोड़ा विलंब है इसलिए हमारे पास यह है यह है यह है यह है यह हो गया है यह हो गया है तो benzene रिंग जोड़ने की आवश्यकता है तो यह Chalcone है तो मैं यह नई संरचना देखना चाहता हूं तो आप इसे देख सकते हैं तो यह chalcone के लिए यहां सही से SMILES संकेतन है यह यहां दिया गया है इस तरह से हम संरचना बना सकते हैं हम बना सकते हैं और दूसरी विशेषता यह है कि हम SMILES संकेतों को एक सॉफ्टवेयर से दूसरे सॉफ्टवेयर में कॉपी कर सकते हैं उदाहरण के लिए मैं ZINC डेटाबेस में जा सकता हूं और जैसा कि आप substances देख सकते हैं और हम SMILES संकेतों में रख सकते हैं तो हम SMILES संकेतों को प्राप्त कर सकते हैं इस part को छोड़ दीजिए तो हम SMILES संकेतन को प्राप्त कर सकते हैं इसको एक जगह से कॉपी कर सकते हैं और फिर हमको यह सब मिल जाएगा फिर हम विभिन्न मॉलिक्यूल के गुणों को प्राप्त करने का प्रयत्न कर सकते हैं जब एक बार ZINC डेटाबेस में इसको बना लेते हैं तो हम दूसरे डेटाबेस का प्रयोग कर सकते हैं और जान सकते हैं क्या इसमें कोई और गुण है तो हम SMILES संकेतन को कॉपी कर सकते हैं और मॉलिक्यूल की संरचना प्राप्त कर सकते हैं तो यह वास्तव में संरचना को बनाने के लिए बहुत सरल है तो हम इस SMILES संकेतन का उपयोग करके उनको एक डेटाबेस से दूसरे में ले जा सकते हैं तो आप इस विशेष मॉलिक्यूल के लिए SMILES संकेतों को देख सकते हैं इसलिए हम इस SMILES संकेत को एक डेटाबेस से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं जैसा कि आप यहां देख सकते हैं इस प्रकार के बहुत सारे विवरण दिए गए हैं इसलिए यदि हम संकेत को एक सॉफ्टवेयर से दूसरे में स्थानांतरित कर सकते हैं और गुण प्राप्त कर सकते हैं यदि वे उपलब्ध है या हम समान संरचना को खोज सकते हैं यदि वे उपलब्ध है तो हमारे पास C 4 hydroxy chalcone हैं तो वहां यह संरचनाएं हैं तो हम इस Chalcone को देख सकते हैं हम इस विशेष डेटाबेस से अधिक गुण प्राप्त कर सकते हैं इस प्रकार के SMILES संकेत ताकि आप इस विशेष मॉलिक्यूल के बारे में कुछ विवरण प्राप्त कर सकें जैसे कि हाइड्रोजन बॉन्ड एक्सेप्टर polar surface rotatable bond और इसी तरह SMILES संकेत बहुत उपयोगी हैं यह केवल अक्षरों की एक रेखा है जो कि संरचना का वर्णन करता है और हम इस SMILES संकेत को एक डेटाबेस से दूसरे में स्थानांतरित कर सकते हैं यदि कोई जानकारी किसी अन्य डेटाबेस में उपलब्ध है इसलिए संरचनाओं को बनाने के बजाय इस SMILES संकेत का उपयोग कर सकते हैं इसलिए SMILES संकेतन अत्यंत उपयोगी है क्योंकि मैंने जैसा कहा कि परमाणु को ब्रोमीन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फास्फोरस सल्फर फ्लोरीन बोरान को मानक संक्षिप्त नामों से संबोधित करते हैं हमें कोष्ठक की आवश्यकता नहीं है और हाइड्रोजन का अनुमान लगाया जा सकता है कि यह एक Aromatic है तो हम एक छोटे अक्षर का प्रयोग करते हैं यदि यह एक aliphatic है तो हम बड़े अक्षर का प्रयोग करते हैं इसलिए अगर आपके पास शुरुआत और अंत में C1 और C1 है इसका मतलब यह है कि यहां एक बॉन्ड है यह एक रिंग है और फिर यदि आप इसको एक कोष्ठक के साथ संलग्न करते हैं जिसका अर्थ यह है कि यह साइड चेन है इसलिए इसका अर्थ यह है कि यह आमतौर पर इसे कार्बन से जुड़ा एक Ketone है और हम stereochemistry दिखा सकते हैं हम इस प्रकार से स्लैश लगाकर trans अवस्था दिखा सकते हैं आप इस प्रकार से स्लैश लगाकर cis अवस्था दिखा सकते हैं हमारे पास यह है और हम इस को दिखा सकते हैं Enantiomers या तो एक प्रतीक या डबल प्रतीक लगाकर दिखा सकते हैं तो SMILES संकेतन कई प्रकार के मॉलिक्यूल का प्रतिनिधित्व कर सकता है और मैंने आपको यहां दिखाया है यदि मैं SwissADME का उपयोग करता हूं और एक संरचना को स्वचालित रूप से बनाता हूं तो यह आपको SMILES संकेतन देता है और फिर हम उस SMILES संकेतन का उपयोग कर सकते हैं और इसे विभिन्न डेटाबेस में ले जा सकते हैं और उस विशेष मॉलिक्यूल के गुणों को प्राप्त करने का प्रयास कर सकते हैं इसलिए हम इन दवाओं के गुणों को अगली कक्षा में जारी रखेंगे आपका समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद